इसलिए हमारी पिछली कक्षा में हम इस पेज फॉल्ट दर में सुधार के लिए इस रणनीति को देख रहे थे कि इस पेज फॉल्ट दर में कमी को कैसे प्रबंधित किया जाए और हमने देखा है कि दो दृष्टिकोण हैं एक वर्किंग सेट मॉडल पर आधारित है जो ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट के लिए है और दूसरा पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी या PPF पर आधारित है जो कि लोकल पेज रिप्लेसमेंट नीतियों के लिए काम करता है हमने देखा है कि इस प्रोसेस और वर्किंग सेट के बीच सीधा संबंध है और यह पेज फॉल्ट दर है जब तक वर्किंग सेट को मेमोरी पेज में लोड नहीं किया जाता है तब पेज फॉल्ट की दर अधिक होगी और एक बार जब वर्किंग सेट लोड हो गया है तो पेज फॉल्ट दर कम हो जाएगी लेकिन एक ही समय में वर्किंग सेट एक डायनामिक अवधारणा है वर्किंग यह बदलता है कि किस समय प्रोसेस निष्पादित हो रहा है इसलिए यह प्रोग्राम के विभिन्न क्षेत्रों को संदर्भित करेगा परिणामस्वरूप यह पेज की संख्या या पेज का सेट जो इसे संदर्भित करता है समय के साथ बदल जाएगा इसलिए इस वर्किंग सेट और इस पेज फॉल्ट दर के बीच संबंध होगा इसलिए इस डायग्राम में जैसा कि हमने चर्चा की है पेज फॉल्ट दर यदि हम प्लॉट करते हैं यदि हम इसे 0 से 1 की सीमा में सामान्य करते हैं तो समय के साथ साथ यह पेज फॉल्ट दर बढ़ जाती है शुरू में बहुत कम पेज लोड किए गए हैं तो यह पेज फॉल्ट दर बढ़ जाती है फिर जब यह एक चरम पर पहुँच जाता है इसके बाद यह पेज फॉल्ट दर को कम करना शुरू कर देता है इस समय तक इसका मान कम हो जाता है तो वर्किंग सेट को मेमोरी में लोड किया गया है प्रोसेस के निष्पादन समय के इस भाग के लिए इस क्षेत्र के लिए फिर इस बिंदु से फिर से पेज फॉल्ट दर का महत्व बढ़ने लगा है इसलिए इस पेज में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन हुए हैं लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर से यह काफी बढ़ने लगा है इसलिए शायद हम एक प्रोसेस के एक हिस्से से प्रोसेस के दूसरे हिस्से में आए हैं इसलिए यह बदलाव है ठीक इसलिए जब यह परिवर्तन फिर से होता है तो उस क्षेत्र के लिए स्थानीय पेजों को लोड करना पड़ता है तो यह इस दर पर बढ़ रही होगी ठीक है तो यह पेज फॉल्ट दर बढ़ जाती है और फिर से जब यह पहुंचता है जब वर्तमान वर्किंग सेट के सभी पेज लोड हो गए हैं तो यह पेज फॉल्ट दर कम होने लगेगी इसलिए इस तरह से फिर से यह इतना छोटा हो जाता है कुछ छोटे बदलाव जब तक यह एक बिंदु पर नहीं आता है जहां यह प्रोसेस कोड के किसी अन्य हिस्से की ओर होता है जहां पिछले लोकेलिटी वैध नहीं है अब यह प्रोग्राम पेजों के एक नए सेट का जिक्र कर रहा है तो यह पेज फॉल्ट दर फिर से बढ़ने लगती है और इनमें एक संबंध है क्योंकि इनमें से प्रत्येक शिखर है इसलिए जो एक वर्किंग सेट में आएगा इसका गठन किया जाएगा इसलिए जब भी ऐसा हो यदि आप समय के साथ यह प्लॉट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये शिखर कब और कहाँ मिली हैं इसलिए यह वास्तव में रिफरेंस के लोकेलिटी में बदलाव के बारे में बात करता है तो इस तरह से हो सकता है और जब भी आपको घाटी मिली है इसका मतलब है कि यह स्थानीय पेज पहले ही लोड हो चुके हैं इसलिए वे एक ही वर्किंग सेट में हैं तो आप इस वर्किंग सेट को इस पेज फॉल्ट दर को देखकर प्रोसेस के क्षेत्रों के रूप में चिह्नित कर सकते हैं और यह विशेष रूप से उपयोगी है जैसे यदि प्रोग्राम को दोहराव से चलाया जाता है जैसे कि शायद हमने एक बार प्रोग्राम चलाया है और तब हमें यह वर्किंग सेट के व्यवहार का पता चला है अगली बार जब प्रोग्राम चलाया जाता है तो शायद हम जानते हैं कि हमें इस बारे में कुछ पता चल गया है कि समय के साथ प्रोसेस का वर्किंग सेट क्या होने वाला है और इस तरह हम उचित कार्रवाई कर सकते हैं इसलिए यह केवल उन पेजों को संदर्भित करता है जो पहले से लोड हैं इसलिए रेफरेंस केवल उन पेजों पर आता है और पेज फॉल्ट दर कम हो जाता है अब इस डिमांड पेजिंग के लिए अन्य विचार हैं प्री पेजिंग फिर पेज का आकार फिर TLB पहुंच इनवाइटेड पेज टेबल प्रोग्राम संरचना और यह I O इंटरलॉक और पेज लॉकिंग तो ये अन्य मुद्दे हैं जिनकी चर्चा हम अपनी अगली कुछ स्लाइड्स में करेंगे इसलिए प्री पेजिंग पेज फॉल्ट की बड़ी संख्या को कम करने के लिए प्री पेजिंग का उपयोग किया जाता है जो प्रोसेस स्टार्टअप पर होती है इसलिए किसी प्रोसेस के सभी पेजों को प्री पेज करने से पहले उन्हें रेफर करने की आवश्यकता होगी तो यह वही है जो मैं इसके बारे में बात कर रहा था अगर आपको किसी प्रोसेस के इतिहास के बारे में कुछ पता है इसलिए यदि उदाहरण के लिए प्रोसेस यह पेरोल प्रोग्राम इसलिए पेरोल प्रोग्राम यह हर महीने एक संगठन में किया जाता है इसलिए स्वाभाविक रूप से यह है कि व्यवहार प्रणाली के एक रेफरेंस के तरह जाना जाता है यह सिस्टम व्यवस्थापक को ज्ञात है इसलिए यह तय हो सकता है कि ये ऐसे पेज हैं जिन्हें इस पेरोल कार्यक्रम की शुरुआत में आवश्यकता होगी इसलिए यदि आप इस ग्राफ को देखते हैं तो आप देखते हैं कि प्रारंभ में सभी प्रोसेस चूंकि फ्रेम की संख्या बहुत कम हैं तो यह पेज फॉल्ट दर में तेज वृद्धि दिखाएगा तो इससे बचने के लिए अगर मैं शुरू में इस समय में वर्किंग सेट के सभी पेजों को लोड करता हूं तो स्वाभाविक रूप से यह शिखर नहीं होगा इसलिए यह क्षेत्र केवल घाटी के रूप में आएगा ताकि शिखर को कम किया जा सके तो यहाँ वही कहा जाता है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो यह बहुत जरूरी है इसलिए यदि आप उन पेजों को जानते हैं जिनकी प्रोसेस को स्टार्टअप में आवश्यकता होगी तो आप उन पेजों को मेमोरी में लोड कर सकते हैं इसलिए सभी प्री पेज या कुछ पेजों की एक प्रोसेस को संदर्भित करने से पहले आवश्यकता होगी तो यह प्री पेजिंग की अवधारणा है लेकिन यदि प्री पेज अप्रयुक्त I O हैं और मेमोरी बर्बाद हो गई थी अब यह हो सकता है ऐसा हुआ कि प्रोग्राम आखिरी बार कुछ डेटा सेट के साथ था चला था और अगली बार जब प्रोग्राम एक अलग डेटा सेट के साथ था चला था तो प्रोग्राम एक्ज़ीक्यूशन अनुक्रम यह सभी है 2 डेटा सेट के लिए अलग अलग हैं इसलिए पिछले रन के लिए प्रासंगिक पेज इस रन के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं तो यह भी हो सकता है और उस मामले में इस पूर्व पेजिंग संरचना का अपव्यय है इसलिए यह पेज वे पेज हैं जो लोड किए गए हैं अप्रयुक्त हैं और यह I O ऑपरेशन है और I O जैसा कि आप जानते हैं कि I O बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका पहुँच सेकेंडरी स्टोरेज तक है और सेकेंडरी स्टोरेज तक पहुँच बहुत धीमी है तो यह IO और मेमोरी जो बर्बाद हो गया था इसलिए मान लीजिए कि s पेज प्री पेज हैं और इस पेज के एक अंश अल्फा का वास्तव में उपयोग किया जाता है तो अल्फा 0 और 1 के बीच है तो लागत s गुणा अल्फ़ा सेव किए गए पेज फॉल्ट से अधिक या पूर्व पेजिंग की अनावश्यक पेजों की लागत s गुणा 1 माइनस अल्फा से कम है तो यह अगर मैं इस s को अल्फा में लोड करता हूं तो यह ऐसा है यह s गुणा अल्फ़ा सेव किए गए पेज है तो उनके लिए पेज फॉल्ट क्या है और यह अधिक है या यदि यह इस एक से अधिक है ठीक है फिर स्वाभाविक रूप से हमारे पास कुछ बचत नहीं है लेकिन अगर यह कम है तो यह नहीं है तो अगर अल्फा शून्य के आस पास है तो प्री पेजिंग खो जाएगी और अल्फा एक के पास है फिर यह जीत जाएगी तो अगर अल्फा शून्य पर बंद हुआ इसका मतलब है कि यह लागत इस से कम थी इसलिए अनावश्यक रूप से हमने उन पेजों को प्री पेज करने में बहुत समय बर्बाद किया है और अल्फा एक के करीब है तो हमारे पास लाभ की स्थिति है क्योंकि हमने पेज लोड किए हैं और लगभग वे सभी वहां उपयोग किए जा रहे हैं तो अपव्यय बहुत कम होता है इसलिए यह प्रोग्राम के बिहेवियर पर निर्भर करता है जैसा कि मैंने कहा कि प्रोग्राम का निष्पादन अनुक्रम अलग हो सकता है और फिर अल्फा के इस परिणाम पर निर्भर करता है तो आप कुछ मामलों में लाभ कि स्थिति में हो सकते हैं जबकि कुछ मामलों में नुकसान की स्थिति में हो सकते हैं इसलिए उन्हें देखा जाना चाहिए और यदि आप अल्फा के मूल्य का ठीक से अनुमान लगा सकते हैं तो हम इस प्री पेजिंग प्रकार की नीति के लिए जा सकते हैं अगला महत्वपूर्ण मुद्दा पेज का आकार है पेज का आकार क्या हो सकता है कभी कभी OS डिजाइनरों के पास एक विकल्प होता है खासकर अगर कस्टम निर्मित सीपीयू पर चल रहा हो इसलिए कई बार जैसा कि हमारे पास होता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक संगठन जिसके पास सीपीयू का डिजाइन है इसलिए वे अपशिष्ट विकास टीम के साथ परामर्श करते हैं और अपशिष्ट विकास टीम का फैसला होता है कि एक पेज का आकार क्या होना चाहिए अब पेज आकार चयन को कई बातों पर ध्यान देना चाहिए सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन का और जैसा कि आप याद कर सकते हैं कि इस पेजिंग नीति का उपयोग करके यह इस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हल कर सकता है तो यह एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हल हो गया है लेकिन जो अवशेष है वह आंतरिक फ्रेगमेंटेशन है तो यह हल हो गया है लेकिन यह आंतरिक फ्रेगमेंटेशन समस्या बनी हुई है अब यदि पेज का आकार औसत से बड़ा है तो इसलिए अंतिम पेज का आधा हिस्सा अप्रयुक्त रहेगा हमने विभाजन मेमोरी प्रबंधन या इस परियोजना मेमोरी प्रबंधन पर चर्चा करते समय चर्चा की है तो इस पेज का आकार इस फ्रेगमेंटेशन द्वारा निर्देशित है इसलिए यदि पेज का आकार बड़ा है तो अंतिम पेज में प्रत्येक प्रोसेस से बड़ी मात्रा में मेमोरी बर्बाद हो जाएगा तो इस तरह यह फ्रेगमेंटेशन एक समस्या है फिर पेज टेबल का आकार तो इस फ्रेगमेंटेशन समस्या या इस मेमोरी उपयोग की समस्या को हल करने के लिए जहां आप इसके अनुरूप अपव्यय को कम करते हैं इसलिए आप यह तय कर सकते हैं कि हम छोटे आकार के पेज का उपयोग करेंगे परिणामस्वरूप अंतिम पेज का आधा भाग व्यर्थ हो जाएगा लेकिन वह छोटा होगा क्योंकि पेज का आकार छोटा होता है लेकिन इस तरह यह उस पेज टेबल के आकार को बढ़ा देगा इसलिए हर प्रोसेस के लिए हमें एक पेज टेबल साइज मिला है और पेज टेबल हमें स्टोर करना है और यदि पेज साइज छोटा है तो पेज टेबल साइज बड़ा होगा तो पेज टेबल में बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ होंगी इसलिए इसके परिणामस्वरूप पेज टेबल बड़ी हो जाएगी और फिर से हम मेमोरी बर्बाद कर रहे होंगे क्योंकि इस पेज टेबल को मेमोरी में लोड करना होगा इसलिए यदि बड़ी संख्या में पेज टेबल प्रविष्टियां हैं तो इस पेज टेबल स्पेस की आवश्यकता होगी तब रेजोल्यूशन की तो प्रत्येक पेज का आकार क्या है तो बाइट्स की संख्या क्या है तो आप शब्दों मेमोरी के संदर्भ में बात कर रहे होंगे लेकिन एक बाइट के संदर्भ में यह कितने बाइट्स है फिर आई ओ ओवरहेड तो ब्लॉक ट्रांसफर करने के लिए कितना समय लगता है इसलिए यदि आप देखते हैं कि ब्लॉक ट्रांसफर में बहुत समय लगता है तो यह सलाह दी जाती है कि हमें बड़े आकार का पेज चाहिए होगा इसलिए हम एक I O एक्सेस में डेटा की बड़ी राशि ट्रांसफर कर सकते हैं इसलिए यह I O ओवरहेड एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है तो IO पेज ओवरहेड कम है तो हो सकता है कि हम छोटे आकार के पेज लिए जा सकते हैं लेकिन यदि I O ओवरहेड अधिक है तो हमारे पास यह विकल्प नहीं है कि हमें बड़े आकार के पेज लिए जाना है इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं कि I O बहुत बार आता है क्योंकि यदि पेज का आकार छोटा है तो पेज फॉल्ट की संख्या भी कम होगी या उच्च भी होगी क्योंकि मेमोरी में प्रोसेस के लिए कोड की कम मात्रा उपलब्ध होगी तो यह अधिक संख्या में पेज फॉल्ट को जन्म देगा और फिर I O स्थानान्तरण की संख्या अधिक होगी फिर पेज फॉल्ट की संख्या जैसा कि हमने कहा है कि किसी भी सिस्टम में पेज फॉल्ट की एक वांछित डिग्री होगी इसलिए यदि पेज फॉल्ट की संख्या कम है तो निश्चित रूप से मुझे इस पेज का आकार बड़ा रखना होगा क्योंकि यदि पेज का आकार बड़ा है तो कोड की अधिक मात्रा या प्रोग्राम मेमोरी संदर्भों की अधिक मात्रा वे मेमोरी में उपलब्ध होंगे इसलिए यदि पेज की संख्या कम है यदि पेज का आकार बड़ा है तो पेज की संख्या कम है तो उस मामले में भी यह एक प्रक्रिया के लिए मेमोरी में लोड किए गए पर्याप्त मेमोरी संदर्भ होंगे इसलिए यदि पेज फॉल्ट की संख्या का वांछित मान कम है तो मुझे पेज का आकार बढ़ाना होगा फिर लोकेलिटी तो लोकेलिटी कितनी बड़ी है यदि आप देखें कि क्या आप बाइट के संदर्भ में बात करते हैं इसलिए हमने पहले इस मेमोरी के संदर्भ में इस लोकेलिटी के बारे में बात की है जो पेज संदर्भों को संदर्भित करता है जो यह कर रहा है तो अब आप इसके बजाय यदि आप पूर्ण एड्रेस के संदर्भ में बात करते हैं तो एड्रेस का रेंज क्या है तो समय के साथ यह एड्रेस रेंज संदर्भ कैसे बदलता है इसलिए यदि आप इसे लोकेलिटी के रूप में परिभाषित करते हैं तो मुझे मेमोरी में बहुत सारे स्थान होने चाहिए इसलिए परिणामस्वरूप जो पेज का आकार निर्धारित करेगा तब टीएलबी आकार इस अनुवाद को एक बफर दिखता है इसलिए यह एक मामला है तो मेरे पास यह टीएलबी आकार होना चाहिए यदि टीएलबी बड़ा है तो मेरे पास टीएलबी में लोड किए गए मेमोरी पेजों की अधिक संख्या हो सकती है तो यह एक संभावना है इसलिए यदि आप पेज टेबल को TLB में लोड करने के संदर्भ में सोच रहे हैं तो TLB प्रविष्टियों की संख्या यह निर्धारित करेगी कि आपके पास पेज टेबल कितनी हो सकती है क्योंकि हम इस पेज टेबल की एक महत्वपूर्ण राशि TLB में लोड करना चाहते हैं इसलिए यदि TLB का आकार छोटा है तो मुझे पेज टेबल प्रविष्टियों की संख्या कम करनी होगी इसलिए परिणामस्वरूप पेज की संख्या कम होनी चाहिए तो पेज का आकार बड़ा होना चाहिए तो ये सभी विचार आएंगे और अंत में इस पेज का आकार यह 2 का पावर होना चाहिए क्योंकि यह पेज इस ऑफसेट का आकार है तो वे इस एड्रेस बिट्स से उत्पन्न होते हैं जो सीपीयू द्वारा उत्पन्न होते हैं तो हमें कुछ एड्रेस बिट्स का उपयोग करना होगा इसलिए इस पेज का आकार 2 का पावर का होना चाहिए इसलिए आमतौर पर यह 2 के पावर 12 तक का से 2 के पावर 22 बाइट्स तक से 2 के पावर 12 के पावर का 4k तक होती है तो कि 4 096 बाइट्स और 2 के पावर 12 के लिए बड़ी संख्या है इसलिए स्वाभाविक रूप से यह पेज आकार को बहुत बड़ा बना देगा तो यह लगभग एक अनुक्रमिक आवंटन की तरह है तो औसतन समय के साथ पेज का आकार बढ़ रहा होगा इसलिए ऐसा हुआ है जैसे यदि आप इतिहास में देखते हैं तो प्रारंभिक पेज का आकार उस पेज के आकार की तुलना में अब उपयोग किया जा रहा है तो वह आकार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अधिक से अधिक मुख्य मेमोरी स्पेस उपलब्ध हो रही है और हम बड़े पेज आकार के लिए जा सकते हैं इसलिए आगे हम TLB पहुंच पर गौर करेंगे इसलिए टीएलबी पहुंच यह वास्तव में TLB से सुलभ मेमोरी की मात्रा है तो पेज में TLB पहुंच TLB आकार के बराबर पहुँच जाता है इसलिए TLB का आकार पेज के आकार में है इसलिए इस प्रकार आदर्श रूप से प्रत्येक प्रोसेस का वर्किंग सेट TLB में संग्रहीत किया जाता है अन्यथा पेज फॉल्ट की डिग्री उच्च होगी इसलिए यदि पेज TLB में उपलब्ध है तो यह बहुत अच्छा है इसलिए अगर मैं इसे टीएलबी में स्टोर कर सकता हूं तो यह बेहतर है तो यह TLB आकार में पेज आकार में है जो वास्तव में पेज की संख्या बताता है इसलिए अगर मैं कहता हूं कि टीएलबी में ही मैं पेजों को लोड करता हूं तो यह पेज आकार TLB में लोड किए गए पेजों की संख्या के लिए है तो ऐसा है तो कई जगह टीएलबी के लिए इतनी जगह की आवश्यकता होगी इसलिए प्रत्येक प्रोसेस का वर्किंग सेट टीएलबी में संग्रहीत किया जाता है अन्यथा पेज फॉल्ट की उच्च डिग्री होगी इसलिए यदि हम पेज का आकार बढ़ाते हैं तो इससे विखंडन में वृद्धि हो सकती है क्योंकि सभी अनुप्रयोग को बड़े पेज आकार की आवश्यकता नहीं होती है तो वह वहाँ है इसलिए हम उस समस्या पर चर्चा कर चुके हैं और अन्य संभावनाएं जो कई पेज आकार प्रदान करती हैं तो यह इसलिए कुछ अनुप्रयोगों के लिए उन्हें बड़े पेज आकार की आवश्यकता होगी और वे उपयोग करेंगे और वे इस कुछ प्रक्रियाओं का उपयोग करेंगे उन्हें छोटे पेज आकार की आवश्यकता हो सकती है ठीक तो छोटे आकार की प्रोसेस जो इसे बड़ा पेज आकार देती हैं वहाँ अपव्यय अधिक होता है इसलिए हम इसे केवल एक छोटे आकार का पेज दे सकते हैं और प्रोसेस इसे बदल सकती है जैसे कि यह शैली है एक बार शुरू होने के बाद यह छोटे आकार के पेज का उपयोग कर रहा है तो यदि आप पाते हैं कि इसे बड़ी मात्रा में मेमोरी की आवश्यकता है तो यह प्रोसेस के लिए बड़े आकार के पेज से बदल जाएगा इसलिए सिस्टम में कई पेज आकार उपलब्ध हो सकते हैं और यह प्रोसेस के व्यवहार पर निर्भर करता है तो यह एक पेज के आकार से दूसरे पेज के आकार तक जा सकता है एक और बहुत ही रोचक घटना जो घटित होती है वह है प्रोग्राम संरचना तो यहां हमारे पास एक उदाहरण है मान लीजिए कि मुझे एक इंटीचर वेरिएबल डेटा मिला है जो 128 प्रविष्टियों द्वारा 128 की एक अरे है तो यह एक इंटीचर अरे है जिसमें 128 में 128 प्रविष्टियां हैं और प्रत्येक पंक्ति एक पेज में संग्रहीत है तो इसलिए अगर लगता है कि प्रत्येक इंटीचर 4 बाइट्स लेता है तो एक पंक्ति 128 गुणा 4 तो वह 512 बाइट्स लेता है तो यदि एक पेज का आकार 512 है तो एक पंक्ति एक पेज में संग्रहीत की जाएगी इसलिए ये पेज एक पंक्ति एक में संग्रहीत की जाएगी तो डेटा 1 तब उसके बाद पेज 2 इस डेटा को 2 स्टोर करेगा ओके तो इस तरह से यह करेगा अब यदि हम इस कार्यक्रम की संरचना को देखें तो यह है कि यह एक लूप है इसलिए यह कहता है कि j 0 के बराबर है j 128 j प्लस प्लस से कम है i के बराबर 0 i 128 i प्लस प्लस डाटा i j 0 के बराबर है तो हम क्या ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस डेटा संरचना में सभी प्रविष्टियों को 0 से शुरू करना चाहते हैं अब जब हम यह करने की कोशिश कर रहे थे कि जिस संदर्भ पैटर्न को आप पहले देखते हैं वह 0 0 को एक्सेस करेगा ओके फिर 1 0 को एक्सेस करेगा फिर 2 0 इस तरह यह 127 0 तक जाएगा यह i लूप का 1 पुनरावृत्ति होगा फिर यह j का मान 1 हो जाएगा और i का मान फिर से 0 पर आ जाएगा फिर 1 1 1 2 तो यह इस तरह से होगा अब इस संदर्भ पैटर्न को देखते हुए इसलिए यदि आप उन पेजों को देखते हैं जिन्हें यह प्रोग्राम संदर्भित कर रहा है तो पहले यह इस लोकेशन 0 0 को रेफर कर रहा है फिर यह लोकेशन 1 0 को रेफर है तो अगले पेज में 1 0 है तो इस पेज को डेटा 0 मिल गया है इस पेज में डेटा 0 0 से डेटा 0 127 तक का एंट्री है फर्स्ट पेज है क्योंकि यह a 1 पंक्ति है जिसे हम 1 पेज पर स्टोर कर रहे हैं तो पहली पंक्ति पहला पेज पहली पंक्ति 0 0 से 0 127 संग्रहीत कर रहा है अगला पेज डेटा 1 0 से डेटा 1 127 तक संग्रहीत किया जाएगा उन मानों को संग्रहीत किया जाएगा इसलिए जब हम ऐसा कर रहे थे तो डेटा 0 0 पहले पेज पर है तो डेटा 1 0 दूसरे पेज में है डेटा 2 0 तीसरा पेज होगा तो इस तरह से हर संदर्भ में यह 1 पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा तो इस i लूप के सभी 127 संदर्भ इस i लूप के सभी 128 संदर्भ तो वह एक पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा यह मानते हुए कि मुझे एक समय में केवल एक पेज ही मेमोरी में लोड हुआ है इसलिए शुरू में कोई पेज लोड नहीं होता है अब हम आबंटित कर रहे हैं जब पहला सन्दर्भ आता है तो यह पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा तो एक पेज 0 लोड किया जाएगा उसके बाद यह पेज एक का संदर्भ होगा इसलिए पेज 0 को बदल दिया जाएगा और पेज एक को लोड किया जाएगा फिर से एक और पेज फॉल्ट होगा तो इस तरह से यह जारी रहता है तो यह पहली पंक्ति के लिए 128 पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा और उसके बाद j j लूप के लिए 0 से 127 के लिए चल रहा है एक और 128 पुनरावृत्तियों तो पुनरावृत्तियों की कुल संख्या इतनी है जिसके लिए पेज फॉल्ट उत्पन्न होगा यह 128 गुणा 128 है तो यह कई पेज फॉल्ट उत्पन्न होंगे तो दूसरी तरफ अगर हम दूसरे प्रोग्राम पर विचार करते हैं तो यहाँ मैं यह भी मानता हूँ कि मेरी मेमोरी इस प्रारूप में डेटा रखता है तो यह पहला पेज 0 0 से 0 127 है ठीक है फिर अगला पेज 1 से 1 127 तक का है इसलिए यह इस तरह से चल रहा है फिर दूसरे प्रोग्राम में जो हो रहा है वह पहले डेटा 0 0 हो को रेफर कर रहा है फिर यह इस j लूप को रेफर कर रहा है जो बदल रहा है तो यह 0 1 को रेफर कर रहा है जो दूसरा स्थान है अब जब यह पहला संदर्भ बनता है तो यह मानते हुए कि पेज मेमोरी में मौजूद नहीं था इसलिए एक पेज फॉल्ट होगा अब जब यह पेज फॉल्ट इस पूरे पेज पर होता है तो इसे मुख्य मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज से लोड किया जाएगा इसलिए क्रमिक 127 संदर्भों में अधिक पेज फॉल्ट नहीं होंगे अगला पेज फॉल्ट तब होगा जब यह प्रोग्राम आई लूप की अगली पुनरावृत्ति पर आएगा जब i का मान 1 के बराबर हो जाएगा तो i 1 के और j 0 के बराबर हो जाएगा इसलिए 1 0 पर फिर से एक पेज फॉल्ट होगा तो इस तरह से पेज फॉल्ट इस बिंदु पर होगा इसलिए प्रत्येक पेज का जब पहला संदर्भ होता है तो यह एक पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा और फिर बाकी मतभेदों को दूर करेगा इसलिए वे उस पेज पर कैपिटल करेंगे जो मेमोरी में लोड किया गया है तो कोई पेज फॉल्ट उन्हें नहीं होगा तो इस तरह हमें इस प्रोसेस में सभी 128 पेज से 128 पेज फॉल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं तो आप बस 2 लूप को बदलते हुए देखते हैं इसलिए यदि आप इस प्रोग्राम की संरचना को देखते हैं इसलिए लूप ऑर्डर को बदलकर इसलिए पेज फॉल्ट्स की संख्या में भारी परिवर्तन हो सकता है तो और यह भी डेटा के संगठन पर निर्भर करता है यदि आप विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में देखते हैं तो यदि आप C देखते हैं जैसे प्रोग्रामिंग भाषा में देखते हैं तो वे इस 2 आयामी अरे रो मेजर ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करते हैं तो रो मेजर ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है कि अरे को संग्रहीत किया जाएगा 2 आयामी अरे को पंक्तिबद्ध संग्रहीत किया जाएगा क्योंकि हम यहां रो 0 रो 1 की तरह चर्चा कर रहे हैं इसलिएइसी के जैसे दूसरी ओर यदि आप फोरट्रान की तरह भाषा देखते हैं तो वे एक कॉलम मेजर ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करते हैं तो फिर वे एक कॉलम वार फैशन में डेटा संग्रहीत करते हैं तो यह पहली बार इस 0 0 को संग्रहीत करेगा फिर यह 0 को संग्रहीत करेगा फिर एक 1 0 है फिर 2 0 यह 127 0 तक जा रहा है फिर यह 0 1 को संग्रहीत करेगा तो यह यह आदेश में जाता है इसलिए यह एक कॉलम वार डेटा में डेटा संग्रहीत करता है इसलिए यदि यह एक कॉलम वार फैशन में संग्रहीत होता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले में यह प्रोग्राम बड़ी संख्या में पेज फॉल्ट को जन्म देगा क्योंकि अब यह यहाँ से 0 0 तक पहुँच जाएगा फिर यह 0 तक पहुँच जाएगा फिर यह 0 1 तक पहुँच जाएगा और अगले कॉलम में 0 1 है हां इस पेज में तो यह इस 1 0 2 तक पहुंच जाएगा जो तीसरे पेज में है तो ऐसा ही तो उस स्थिति में यह प्रोग्राम 128 पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा जबकि यह पहला प्रोग्राम केवल 128 पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा तो यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर पेज फॉल्ट्स की संख्या उत्पन्न होने वाली प्रोग्राम संरचना पर भी निर्भर करता है जिसका उपयोग किया जा रहा है और जो पेज फॉल्ट्स की संख्या को बदल सकता है और जैसा कि हम समझ सकते हैं कि पेज फॉल्ट की संख्या में परिवर्तन सिस्टम थ्रूपुट को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है क्योंकि जब कोई पेज फॉल्ट होता है तब पेज रिप्लेसमेंट होगा यह सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस कर रहा होगा और इसलिए इसके लिए काफी सारा समय की आवश्यकता होगी इसलिए यह कार्यक्रम इस लोकेलिटी का व्यवहार करता है और इसलिए इस डिमांड पेजिंग के परफॉर्मेंस को तय करने में उन्हें एक बहुत अच्छी भूमिका मिली है इसलिए यह एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है अन्य मुद्दा कुछ ऐसा है जैसे I O इंटरलॉक इसलिए पेजों को कभी कभी मेमोरी में बंद कर देना चाहिए तो ऐसा क्यों है अगर मैं कुछ I O ऑपरेशन पर विचार कर रहा हूं तो उन पेजों का उपयोग किया जाता है जो डिवाइस से फाइल कॉपी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम द्वारा बेदखल करने के लिए चुने जाने से लॉक किया जाना चाहिए तो मान लीजिए कि हमें कुछ डेटा ट्रांसफर करना है इसलिए हम किसी डिवाइस से फाइल को कॉपी कर रहे हैं इसलिए हम इस फाइल को इस डिवाइस से इस बफर में कॉपी कर रहे हैं अब इस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथ्म के कारण और यदि मैं विशेष रूप से यह मानता हूं कि यह एक ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट है तो किसी अन्य प्रोसेस में एक पेज फॉल्ट उत्पन्न हो सकता है और यह विक्टिम पेज का चयन करने की कोशिश कर रहा है और हम देख सकते हैं कि अलग अलग मेमोरी पेज की रिप्लेसमेंट नीतियों के बीच आप यह समझ सकते हैं कि ठीक है हमें पॉलिसीज मिल गई हैं जैसे कि जो भी पेज ज्यादा समय के लिए नहीं था उसे स्थानांतरित किया जा सकता है तो इस तरह से इस पेज को विक्टिम पेज के रूप में चुना जा सकता है और यदि इसे एक विक्टिम पेज के रूप में चुना जाता है तो कठिनाई होगी क्योंकि यह I O हस्तांतरण बाधित हो जाएगा इसलिए फिर से जिस प्रोसेस के लिए यह I O आरंभ किया गया है वह फिर से उस मामले में एक पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा इसलिए हम इस मामले पर विचार करते हैं इसलिए इन पेज को एक रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम द्वारा बेदखली के लिए चुने जाने से रोक दिया जाना चाहिए तो आपको पेजों को याद में लॉक करने के लिए पेजों की पिनिंग को पिन करना होगा तो आपको किसी तरह यह चिन्हित करना है कि इस पेज को फिलहाल मेमोरी से हटाया नहीं जाना चाहिए तो यह आवश्यक है तो यह I O इंटरलॉकिंग किया जाना है इसलिए यह पेज रिप्लेसमेंट नीति इस पेज का चयन रिप्लेसमेंट के लिए नहीं करती है इसलिए इस निष्कर्ष पर आते हुए वर्चुअल मेमोरी प्रोसेस में एक मेमोरी को उपलब्ध कराती है इसलिए यह वस्तुतः अनंत है क्योंकि यह इस लॉजिकल ऐड्रेस द्वारा निर्देशित है जो सीपीयू उत्पन्न कर सकता है और इसलिए भी यह तब भी हो सकता है जब मेरे पास इतना भौतिक मेमोरी नहीं है तो मैं इस मेमोरी को बहुत बड़ा बना सकता हूं और फिर बड़ी संख्या में प्रोसेस हो सकती हैं और यह व्यक्तिगत प्रोसेस यह ऐड्रेस स्थान को सीपीयू ऐड्रेस लाइनों द्वारा मेमोरी द्वारा उत्पन्न ऐड्रेस के रूप में बड़े रूप में देख सकती है इसलिए पेज रिप्लेसमेंट निश्चित रूप से एक मुद्दा है क्योंकि हमें प्रोसेस को फ़्रेम का कुछ आवंटन करना होगा और उन पेजों को जरूरत पड़ने पर प्रतिस्थापित किया जाना है और यह उपयुक्त पेज उपलब्ध नहीं है उपयुक्त मुक्त फ्रेम उपलब्ध नहीं है तो हमें एक पेज का चयन करना है और उस फ्रेम को बदलना है जिससे फ्रेम बना है अगले पेज को लोड करने के लिए स्वतंत्र है और यह प्रोग्राम लोकलिटी वर्चुअल मेमोरी की सफलता को चुनने में मदद करता है इसलिए यदि प्रोग्राम लोकेलिटी नहीं है तो वर्चुअल मेमोरी पर यह पूरी चर्चा है तो यह कौन सी जगह है क्योंकि यदि आप एक प्रोग्राम लिखते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यादृच्छिक छलांग लगाता है तो कोई भी स्थानीयता नहीं होगी और कार्यक्रम बड़ी संख्या में पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा तो जो कुछ भी हो आपकी जो भी आपकी प्रतिस्थापन नीति है इसलिए यह बड़ी संख्या में पेज फॉल्ट उत्पन्न करेगा क्योंकि सिस्टम का प्रदर्शन प्रभावित होगा इसलिए यह पूरी चर्चा नीति पर आधारित है कि अगर मुझे प्रोसेस का यह लोकेलिटी मिल गया है और वह यह है कि प्रोसेस का व्यवहार इस लोकेलिटी का अनुसरण कर रहा है और इसीलिए यह वर्चुअल मेमोरी सफल हो सकती है इसलिए इसके साथ हम इस वर्चुअल मेमोरी एनवायरमेंट पर चर्चा को समाप्त करते हैं हम इस सेकेंडरी स्टोरेज एक्सेस जो किविशेष रूप से डिस्क है पर चर्चा अगली कक्षा में जारी रखेंगे